तो आगे के कुछ लेक्चरस में लाप्लास ट्रांसफार्म और लाप्लास ट्रांसफार्म को कैसे ज्ञात करें के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं मैं लाप्लास ट्रांसफार्म की बेसिक परिभाषा से शुरू करता हूं जैसे कि हमें इसकी परिभाषा पहले से पता नहीं है तो मैं फूरिये इंटीग्रल फॉर्मूला से लाप्लास ट्रांसफार्म की परिभाषा शुरू करूंगा मैं फूरिये इंटीग्रल फार्मूला से लाप्लास ट्रांसफार्म को डीराइव करूंगा फंक्शन f1 के लिए फूरिये इंटीग्रल फॉर्मूला पर विचार करते हैं यह दिया जाता है अब हम उस विशेष स्थिति पर विचार करते हैं जहां हम f1 का मान सब्सीट्यूट करते हैं मान लीजिए जब मैं f1 का यह मान सब्सीट्यूट करता हूं तो मुझे निम्न एक्सप्रेशन मिलता हैं मैं इस फंक्शन f1 को हमेशा x के सभी मानो के लिए हैवी साइड फंक्शन के टर्म्स में लिख सकता हूं या निम्न सरल एक्सप्रेशन के बराबर होता है यदि आप इस हेविसाइड फंक्शन एक्सप्रेशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में सब्सीट्यूट करता हूं इसको इक्वेशन में सब्सीट्यूट करने से मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है वह है मैं इन सभी एक्सप्रेशंस को f के विशेष एक्सप्रेशन में सब्सीट्यूट करूंगा तो मुझे मिलता है अब ध्यान दीजिए कि पुराना वेरिएबल k ∞ से ∞ और मेरा नया वेरिएबल s c i ∞ से c i ∞ तक है अब विद्यार्थियों को इस तथ्य से कंफ्यूज नहीं होना है की यह कैसे संभव है कि हम एक फाइनाईट नंबर में इनफाइनाईट नंबर जोड़ रहे हैं ध्यान दीजिए कि यहां पर c एक रियल कांस्टेंट है मैं इस तरह के इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा जहां रियल कांस्टेंट फाइनाईट है जबकि इमेजिनरी वैल्यू ∞ की ओर जाती है इस तरह की इंटीग्रल को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सब्सीट्यूट करने के बाद हमें मिलता है अब ध्यान दीजिए कि मैं अब f के लाप्लास ट्रांसफार्म को परिभाषित करूंगा लाप्लास ट्रांसफार्म को इस इंटीग्रल द्वारा निरूपित किया जाता है तो विशेष रूप से लाप्लास ट्रांसफार्म है उसी प्रकार से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफार्म L 1f निरूपित किया जाता है मैं इस लाप्लास ट्रांसफार्म को f से भी निरूपित करूंगा संक्षिप्त में फिर से इंटीग्रल की लिमिट इनफाइनाईट नहीं है मैं इस इनवर्स ट्रांसफार्म के बारे में अगले लेक्चर में बात करूंगा अभी के लिए मैं फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफार्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो मैंने लाप्लास ट्रांसफार्म और लाप्लास ट्रांसफार्म की परिभाषा के एक्सप्रेशन का परिचय यहां पर दिया है यहां पर मैं कुछ सामान्य फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफार्म की चर्चा करूंगा तो शुरू करने के लिए हमारे पास यहां पर कुछ सरल उदाहरण है उदाहरण 1 उदाहरण 2 उदाहरण 3 तो ऐसे कुछ और उदाहरण हम कर सकते हैं मान लीजिए हमेशा साइन फंक्शन sinat का लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करना है तो मैं अपने साइन फंक्शन को एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में लिख सकता हूं

किसी नंबर a का गामा फंक्शन इस इंटीग्रल द्वारा दिया जाता है जहां हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को देखते हैं जहां हमें उन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करना है जो त्रिवियल नहीं है तो मुझे उस फंक्शन का परिचय देने दीजिए जिसे एरर फंक्शन कहा जाता है तो एरर फंक्शन क्या है

यह उदाहरण मुख्य रूप से इसीलिए लिया गया क्योंकि हमें यह दर्शाना था कि लाप्लास ट्रांसफार्म का उपयोग कैसे करना है विशेष रुप से अलग अलग तरह के इंटीग्रल्स का उपयोग कैसे करना है विशेष रूप से आप यह देखेंगे कि फूरिये ट्रांसफार्म और लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करने के लिए आपको इंटीग्रेशन टेक्निक्स का उपयोग करना है जैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्षल फ्रेक्शंस और कुछ प्रचलित इंटीग्रल्स का उपयोग तो यह बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों को कैलकुलस की बेसिक जानकारी हो जैसे कि कुछ फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और उदाहरण करूंगा उदाहरण तो मेरा फंक्शन f दिया जाता हैJ0 से तो J0 क्या है J0 जीरो ऑर्डर का बेसल फंक्शन Bessels function है तो मुझे बेसल फंक्शन Bessels function का लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करना है मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वे मैथमेटिकल फंक्शंस की हैंडबुक देखें जिसका हैंड आउट कोर्स डिस्क्रिप्शन पेज पर उपलब्ध है इसके लेखक Abramowitz और Stegan है आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं और जीरो ऑर्डर के बेसल फंक्शन Bessels function का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देख सकते हैं मैं आपको अब बेसल फंक्शन Bessels function का एक्सप्रेशन सीरीज फॉर्म में दिखाऊंगा

यदि मैं इस फैक्टर के बायनॉमिनल एक्सपेंशन का उपयोग करता हूं तो मुझे यह सीरीज सलूशन मिलेगा तो यह मेरी जीरो ऑर्डर के बेसल फंक्शन Bessels function का लाप्लास ट्रांसफार्म है